क्लाउड पर वर्तमान व्याख्यान कुछ केस अध्ययनों पर और विशेष रूप से उपलब्ध क्लाउड प्लेटफॉर्म से संबंधित और क्लाउड सिम्युलेशन प्लेटफॉर्मों से संबंधित केस स्टडी पर है इसलिए हम उनमें से कुछ से गुजरने वाले हैं इसलिए शुरू करने से पहले मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि आप क्लाउड को अपनाने से पहले भी जानते हैं कि क्या यह आर और डी उद्देश्य के लिए है या क्या यह किसी व्यवसाय में वास्तविक उपयोग के लिए है इस विशेष तकनीक के विभिन्न समाधानों का आकलन करने की आवश्यकता है इस तकनीक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसका आकलन करना आवश्यक है इसलिए हम सिम्युलेशन के माध्यम से किसी एक तरीके का आकलन कैसे कर सकते हैं इसलिए अलग अलग सिम्युलेशन प्लेटफॉर्म हैं जो कि अलग अलग सामुदायिक समूहों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं इसलिए हम यह आकलन करने के लिए उन का उपयोग कर सकते हैं कि क्लाउड कैसा प्रदर्शन करने जा रहा है विभिन्न मॉड्यूल क्या हैं सिस्टम के समग्र प्रदर्शन पर उनके निहितार्थ क्या हैं और इसी तरह तो यह क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए मैं इनमें से कुछ अलग क्लाउड सिम्युलेशन प्लेटफार्मों के माध्यम से जाऊंगा लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सिम्युलेशन के इन मुद्दों में से कुछ को समझाना चाहता हूं इसलिए प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए विश्वसनीयता मापनीयता और पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले सिम्युलेशन उपकरण की आवश्यकता होगी तो आप जानते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोग किए जाने से पहले ही सिस्टम विश्वसनीय है और यह स्केलेबल है और जो डेटा हम आपको प्राप्त कर रहे हैं वह रिपीटेबल है इसलिए हमारे पास एक दोहराए जाने योग्य वातावरण है जो आपको समान या समान प्रकार का डेटा देगा भले ही आप समय के साथ एक ही सिम्युलेशन को फिर से चलाएँ आपको पता हो कि आप समय के विभिन्न उदाहरणों में जानते हैं कि आपके पास एक दोहराए जाने योग्य वातावरण है जो आपको समान प्रकार के डेटा देगा इसलिए प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है सिम्युलेटर ने मूल रूप से सेवाओं के पूर्व परिनियोजन परीक्षणों की सुविधा प्रदान की है तो यह मूल रूप से काफी सामान्य है और साथ ही मेरा मतलब है कि किसी भी सिम्युलेटर को क्लाउड करने के लिए विशिष्ट नहीं है एक सिम्युलेटर क्या करता है इससे पहले कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात करते हैं सेवाएं एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में है आपको यह परीक्षण करने की आवश्यकता है कि यह कैसे काम करने वाला है इसलिए यह सिम्युलेटर का एक और उद्देश्य है और तीसरा यह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की मांग हर दिन बढ़ रही है सिम्युलेटर और प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कैसे अलग अलग विशेषताओं को सक्षम करने वाली चीजें जो अतिरिक्त रूप से कैसे जोड़ी जा रही हैं वे क्लाउड वातावरण में प्रदर्शन करने जा रहे हैं इसलिए क्लाउड सिम्युलेटर ग्राहकों को सेवाओं का परीक्षण करने के लिए सेवाओं और प्लेटफ़ॉर्म को बिना किसी अतिरिक्त लागत के मूल्यांकन करने की अनुमति देता है क्योंकि कोई अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लिया जा सकता है जो एक दोहराए जाने वाले मूल्यांकन को करने में सक्षम होता है प्रदर्शन पूर्व का पता लगाने का मतलब है कि वास्तव में क्लाउड तैनात होने से पहले आप यह पता लगाना चाहते हैं कि कौन से मुद्दे हैं जो वहां होने जा रहे हैं जो क्लाउड एनवायरनमेंट के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं और जो तैनाती होने वाली है उससे पहले भी किया जाना था तो क्लाउड सिम्युलेटर आपको ऐसा करने में मदद करेगा और काउंटरमेशर्स के डिजाइनिंग के मामले में आपको कुछ मुद्दों के कारण प्रदर्शन में गिरावट होगी या आप जानते हैं कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो कौन से काउंटर उपाय हैं जो आपको लेने हैं और आप जानते हैं कि डिजाइनिंग और उन पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए जो अलग अलग क्लाउड सिम्युलेटर उपलब्ध हैं उनमें क्लाउडसिम शामिल है जो संभवतः सबसे लोकप्रिय में से एक है जो आपको पता है कि सिम्युलेशन प्लेटफॉर्म समुदाय क्लाउड में उपलब्ध है एक और है एक तिहाई ग्रीन खेद है ग्रीनक्लाउड अगला आईकैनक्लाउड है अगला एक ग्राउंडसिम है और अंतिम एक इस विशेष सूची में DCSim है तो ये कुछ क्लाउड सिम्युलेटरों में से कुछ हैं जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं यदि आप वास्तव में क्लाउड को तैनात करने से पहले क्लाउड का अनुकरण करना चाहते हैं इसलिएक्लाउडसिम एक सिम्युलेशन प्लेटफ़ॉर्म है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अलग अलग मॉड्यूल हैं जिनमें अलग अलग क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरणों के लिए अलग अलग वर्ग हैं जिनमें डेटा सेंटर के लिए मॉड्यूल शामिल हैं जिन्हें आप डेटा सेंटर वर्चुअल मशीन एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए डेटा सेंटर मॉड्यूल मॉडलिंग के लिए जानते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल और उनके संबंधित मॉडल हैं जो इसे उपलब्ध कराए गए हैं क्लाउडसिम एक जावा आधारित वातावरण पर आधारित है यह एक जावा आधारित वातावरण पर लिखा गया है जो एप्लिकेशन सेवाओं के प्रदर्शन की जांच करने की अनुमति देता है क्लाउडसिम में संसाधनों को गतिशील रूप से जोड़ना और हटाना भी संभव है प्रोफेसर राजकुमार बुके के नेतृत्व में टीम द्वारा मेलबर्न विश्वविद्यालय में क्लाउडसिम विकसित किया गया था वह क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत लोकप्रिय है और उनकी प्रयोगशाला में मेलबर्न विश्वविद्यालय के क्लाउड लैब यह CloudSim प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया था क्लाउडसिम के फायदों में समय प्रभावशीलता का ध्यान रखना शामिल है इसलिए क्लाउड आधारित एप्लिकेशन कार्यान्वयन न्यूनतम प्रयास के साथ न्यूनतम समय में किया जाना है तो समय प्रभावशीलता एक दूसरी बात है जो कि लचीलेपन और उपयोगिता के साथ काम कर रही है जो आपको किसी भी वातावरण में अनुप्रयोग सतहों के मॉडलिंग को सक्षम करने वाले विविध क्लाउड वातावरणों के उपयोग का पता लगाने में सहायता करती है ये क्लाउडसिम के कुछ फायदे हैं क्लाउडसिम के फीचर्स में शामिल है मैं सिर्फ इस सूची से पढ़ूंगा और क्योंकि ये काफी आत्म व्याख्यात्मक हैं मैं उन्हें केवल आगे विस्तार करने की आवश्यकता के बिना आगे बढूँगा इसलिए सुविधाओं में विभिन्न क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर विभिन्न डेटा सेंटर नेटवर्क टोपोलॉजी संदेश पासिंग एप्लिकेशन सर्वर का वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन का होस्ट आवंटन वर्चुअल मशीन के लिए होस्ट संसाधनों के आवंटन के लिए उपयोगकर्ता परिभाषित नीतियां ऊर्जा जागरूक कम्प्यूटेशनल संसाधन शामिल हैं सिम्युलेशन घटकों को गतिशील जोड़ या हटाने और अनुकरण को रोकना और फिर से शुरू करना तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो क्लाउडसिम द्वारा समर्थित हैं क्लाउडसिम आर्किटेक्चर में हमारे पास अलग अलग परतें हैं सबसे ऊपरी परत उपयोगकर्ता कोड परत है जो मूल रूप से अलग मशीन और एप्लिकेशन विनिर्देशों को प्रस्तुत करती है मध्य परत वास्तव में क्लाउडसिम परत है जो वास्तविक क्लाउड वातावरण प्रदान करती है और क्लाउड के मॉडलिंग और सिम्युलेशन को भी सक्षम बनाती है और सबसे नीचे की परत को कोर इंजन कोर सिम्युलेशन इंजन परत के रूप में जाना जाता है और ये मूल रूप से इवेंट शेड्यूलिंग का ध्यान रखती हैं क्योंकि हम डिस्क्रीट ईवेंट सिम्युलेशन के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि वर्चुअल मशीन का निर्माण होस्ट पर वर्चुअल मशीन की पोर्टिंग और इसी तरह तो ये अलग अलग घटनाओं की तरह हैं इसलिए घटनाओं की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बॉटलमॉस्ट लेयर में कोर इंजन लेयर का निर्माण किया जाता है जिससे इन विभिन्न वर्चुअल मशीनों को डेटा सेंटर वगैरह बनाया जाता है विभिन्न इंजनों के बीच कोर इंजन लेयर इंटरेक्शन पर एंटिटी क्रिएशन भी किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तव में एक क्लॉक क्लास है जहाँ से आप जानते हैं कि एंटिटी हैं जो आप उधार लेते हैं जो इन्हेरिट है आपको पता है कि आपको क्लॉक की मदद लेनी होगी इसका मतलब है जिस समय आपको इन्हेरिट करने की आवश्यकता होगी इसलिए कि ये अलग अलग इकाइयाँ टाइमसिंक्रनाइज़ हैं और कुल मिलाकर हमारे पास एक क्लॉक प्रबंधित समाधान है शीर्ष परत में मूल रूप से विभिन्न इकाइयाँ होती हैं जैसे कि उपयोगकर्ता भौतिक मशीन आभासी मशीनअनुप्रयोग और सतह और शेड्यूलिंग नीतियाँ तो मूल रूप से मैं आपको इस विशेष आकृति की मदद से दिखाऊंगा तो क्या होगा आपके पास यह उपयोगकर्ता कोड है और फिर आपके पास सिम्युलेशन विनिर्देश और शेड्यूलिंग नीतियां हैं तो सिम्युलेशन विनिर्देश और आप जानते हैं कि शेड्यूलिंग नीति फिर से 2 भागों में टूट जाती है एक है एप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन जो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन और उपयोगकर्ता की आवश्यकता के रूप में एक एप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में देखभाल करता है तो यह मूल रूप से सिम्युलेशन विनिर्देश है तो यह इन तीन अलग अलग घटकों द्वारा क्लाउड परिदृश्य उपयोगकर्ता की आवश्यकता और एप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन द्वारा देखभाल कर रहा है शेड्यूलिंग नीति का ध्यान इस उप संप्रदायों द्वारा रखा गया है जो मूल रूप से उपयोगकर्ता ब्रोकर है और डेटा सेंटर ब्रोकर मिडिल लेयर मूल रूप से क्लाउडसिम लेयर है जो मेमोरी मैनेजमेंट स्टोरेज बैंडविड्थ और वर्चुअल मशीन निर्माण जैसे समर्पित मैनेजमेंट इंटरफेस के निर्माण और सिम्युलेशन का ध्यान रखता है और इस लेयर पर सिम्युलेशन का ध्यान रखा जाता है यह विशेष परत वर्चुअल मशीन एप्लिकेशन एक्जीक्यूशन मैनेजमेंट और डायनेमिक सिस्टम स्टेट मॉनिटरिंग जैसे होस्ट प्रोविजनिंग के मुद्दों को हल करने में मदद करती है यह क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी को लागू करने की अनुमति देती है जो वर्चुअल मशीन प्रोविजनिंग में विभिन्न पॉलिसियों की दक्षता का मूल्यांकन करती है यहाँ समग्र क्लाउडसिम आर्किटेक्चर है इसलिए हमारे पास क्लाउडसिम में अलग अलग परतें हैं हमारे पास वर्चुअल मशीन सेवाओं क्लाउड सेवाओं क्लाउड संसाधनों और नेटवर्क के उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस संरचना है तो ये क्लाउड के विभिन्न घटक हैं तो यूजर इंटरफेस संरचना में 2 अलग उप घटक है क्लाउडलेट और वर्चुअल मशीन इसलिए क्लाउडलेट एक छोटे भौतिक सर्वर की तरह है जो आपको यह बताएगा कि ये वर्चुअल मशीनें क्या बनाएंगी और फिर हमारे पास वर्चुअल मशीन सेवाएं हैं जो क्लाउडलेट के क्लाउड निष्पादन को बना रही हैं और जो वर्चुअल मशीन प्रबंधन है तब हमारे पास क्लाउड मशीन है जिसमें वर्चुअल मशीन प्रोविजन बैंडविड्थ आवंटन सीपीयू आवंटन मेमोरी आवंटन और स्टोरेज आवंटन शामिल हैं तो हमारे पास चौथा एक है जो परत के क्लाउड संसाधन घटक है जिसमें इवेंट हैंडलिंग सेंसर प्रबंधन डेटा केंद्र और क्लाउड समन्वयक शामिल हैं और फिर नेटवर्क परत है जो नेटवर्क टोपोलॉजी और संदेश देरी गणना की देखभाल करती है इसलिए यह क्लाउडसिम एक अन्य उत्पादन था जो क्लाउडसिम के शीर्ष पर काम करता है एक अन्य सिस्टम क्लाउड विश्लेषक है जो एक उत्पाद है जिसे फिर से प्रोफेसर राजकुमार ब्य्या के नेतृत्व में समूह द्वारा विकसित किया गया था तो क्राउड विश्लेषक एक सिम्युलेशन उपकरण है जो क्लाउड के शीर्ष पर डिज़ाइन किया गया था एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जो भौगोलिक रूप से वितरित बड़े पैमाने पर क्लाउड अनुप्रयोगों का समर्थन करेगा क्लाउड विश्लेषक का समग्र उद्देश्य विभिन्न तैनाती विन्यासों के तहत ऐसे अनुप्रयोगों के व्यवहार का अध्ययन करना है तो मूल रूप से इस क्लाउड एनालिस्ट के पास अलग अलग मेट्रिक्स होंगे ताकि इस क्लाउड के प्रदर्शन को ध्यान में रख कर क्लाउड के अलग अलग हिस्सों को प्रदर्शित किया जा सके क्लाउड एनालिस्ट की विशेषताओं में यह शामिल है कि GUI की उपलब्धता के कारण इसका उपयोग करना आसान है इसमें उच्च स्तर की विन्यास क्षमता है इसमें विभिन्न घटकों को जोड़ने के लचीलेपन की सुविधा है जिसमें चार्ट और तालिकाओं की मदद से प्रयोग ग्राफिकल आउटपुट प्रोविजनिंग की पुनरावृत्ति होती है और जावा स्विंग और विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकियों की मदद से आसान विस्तार तन्मयता के साथ क्लाउड विश्लेषक इंफ्रास्ट्रक्चर को फिगर में आपके सामने दिया गया है तो हमारे पास 2 मुख्य घटक हैं अलग अलग मेट्रिक्स की पेशकश करके क्लाउडसिम एक्सटेंशन अलग अलग हैं जिन्हें आप अलग अलग एक्सटेंशन जानते हैं जो आपको यह विश्लेषण करने में मदद करेंगे कि क्लाउड कैसे चल रहा है और इसी तरह और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है तो कोर क्लाउडसिम और विभिन्न घटकों के साथ यह इंटरैक्शन इस विशेष आकृति में क्लाउड विश्लेषक के 2 घटकों को दिखाया गया है तो क्लाउड एनालिस्ट लिस्ट मूल रूप से विभिन्न घटकों के साथ आती है जैसे कि GUI पैकेज फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिम्युलेशन सिम्युलेशन कंपोनेंट जो मूल रूप से निष्पादित करता है और वर्चुअल मशीन रखता है तब हमारे पास इंटरनेट काम करने के लिए यूजर ट्रैफिक जनरेशन डेटा सेंटर कंट्रोलर इंटरनेट के लिए यूजर बेस रूटिंग नेटवर्किंग नेटवर्क प्रावधान होता है तो इंटरनेट विशेषताओं के घटक पर जो मूल रूप से बैंडविड्थ की देरी के माध्यम से इंटरनेट के गुणों का ख्याल रखता है वीएम लोड बैलेंसर जो लोड संतुलन के लिए नीतियों के मुद्दों का ध्यान रखता है और क्लाउड ऐप सेवा दलाल जो संस्थाओं उपयोगकर्ता आधार और डेटा सेंटर के बीच रूटिंग के लिए इकाइयाँ की देखभाल करता है तो हमें ग्रीनक्लाउड की आवश्यकता क्यों है तो क्षमा करें इसलिए यह क्लाउड विश्लेषक था और अब हमारे पास एक और क्लाउड सिम्युलेशन प्लेटफॉर्म है जिसे ग्रीनक्लाउड के रूप में जाना जाता है तो हमें ग्रीनक्लाउड की आवश्यकता क्यों है तो ग्रीनक्लाउड में जिस तरह से यह ग्रीनक्लाउड अमेरिका और यूरोप की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था पास्कल बाउवरी ग्रुप और समी उल्लाह खान को आप यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा और यूरोप के यूनिवर्सिटी ऑफ लक्जमबर्ग से पास्कल बाउवरी से जानते हैं इसलिए वे एक साथ डिस्क्रीट ग्रीनक्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ आए जो फिर से एक पैकेट स्तर का सिम्युलेटर है जो ऊर्जा के बारे में जागरूक है और यह मूल रूप से क्लाउड को अपनाने में ऊर्जा खर्चों की मदद से ऊर्जा खर्चों को जानने में मदद करता है इसलिए हमें ग्रीनक्लाउड की आवश्यकता क्यों है कंप्यूटिंग क्षमता ने डेटा केंद्रों की लागत और परिचालन खर्च बढ़ा दिया है इसलिए डेटा सेंटर द्वारा ऊर्जा की खपत प्रमुख कारक है जो परिचालन खर्चों को बढ़ाता है तो ग्रीनक्लाउड क्या है यह परिचालन लागत प्रदान करता है इसलिए परिचालन लागत एक डेटा सेंटर के भीतर कंप्यूटिंग और संयोजन संचार इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है और यह कैसे किया जाता है ग्रीनक्लाउड मूल रूप से सर्वरों की ऊर्जा खपत को स्विच वगैरह की निगरानी करता है और इसे NS2 पैकेट स्तर नेटवर्क स्तर नेटवर्क सिम्युलेटर के विस्तार के रूप में विकसित किया जाता है ग्रीनक्लाउड की विशेषताएं यहां सूचीबद्ध हैं मैं आपकी सुविधा के लिए इसे पढ़ूंगा तो नंबर एक विशेषता यह है कि यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल ग्राफिकल इंटरफ़ेस प्रदान करता है नंबर 2 यह ओपन स्रोत है अगला नेटवर्क और उपकरणों की ऊर्जा खपत की निगरानी के लिए सुविधा है आगे यह है कि यह क्लाउड नेटवर्क घटकों के सिम्युलेशन का समर्थन करता है पांचवां यह व्यक्तिगत घटकों की ऊर्जा खपत की निगरानी का समर्थन करता है अगला यह है कि बेहतर बिजली प्रबंधन योजनाओं को सक्षम बनाता है जो इस विशेष सिम्युलेटर ऊर्जा खपत की निगरानी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और कमी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो ग्रीनक्लाउड द्वारा पेश की जाती है और अंतिम एक अंतिम विशेषता उपकरणों का गतिशील प्रबंधन और कॉन्फ़िगरेशन है तो वे सिम्युलेटर थे अब हम कुछ वास्तविक वाणिज्यिक और ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफार्मों के बारे में बात करते हैं जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं इसलिए ओपन सोर्स क्लाउड को खोलने के कुछ उदाहरणों में ओपनस्टैक शामिल है क्लाउडस्टैक यूकलिप्टस और इसी तरह वाणिज्यिक क्लाउड प्लेटफॉर्म में अमेज़ॅन वेब सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर गूगल ऐप इंजन और इसी तरह शामिल हैं तो अब हम ओपन स्रोत क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र डालते हैं ये ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म ज्यादातर एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश करते हैं जबकि एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर है एक सेवा के रूप में बुनियादी सुविधाओं के अलावा वाणिज्यिक सेवा प्रदान करते हैं तो सदस्यता के आधार पर या इसका मतलब है सुरक्षा के संदर्भ में भुगतान के आधार पर ये सुरक्षा मुद्दे उपयोगकर्ता द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं इसका मतलब यह है कि ग्राहक द्वारा उपयोगकर्ता अंत और वाणिज्यिक क्लाउड्स को लागू किया जाता है सुरक्षा पहलुओं को लागू किया जाता है सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा घटकों को लागू किया जाता है तो यहाँ पर क्लाउड्स का प्रकार निजी है इसका मतलब है उपयोगकर्ता की सुविधा में क्लाउड को स्थापित किया जाएगा और इसी तरह से इसे आधार बनाया जा सकता है और वाणिज्यिक क्लाउड मूल रूप से आधारभूत हैं इसलिए ये संस्थागत परिसर और परिसर में उपलब्ध नहीं हैं और इसी तरह इसलिए इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए इन्हें पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इन्हें इंटरनेट पर सब्सक्राइब करना होता है तो ओपनस्टैक क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक बहुत लोकप्रिय रूप है जिसका उपयोग किया जा सकता है तो ओपनस्टैक ओपन सोर्स तकनीकों का एक संग्रह है जिसे ओपनस्टैक फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित किया जाता है यह काफी हद तक स्केलेबल क्लाउड सिस्टम का समर्थन करता है इसमें पूर्वनिर्मित सॉफ्टवेयर इकाइयाँ होती हैं उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग सेवाएं उपलब्ध होती हैं जो बुनियादी सुविधाओं को सेवा के रूप में मानती हैं तो ओपनस्टैक मूल रूप से IaaS का समर्थन करता है न कि SaaS या PaaS का इसका उपयोग करना आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी आसानी से नए इंस्टैंस जोड़ सकता है और जल्दी से अलग अलग क्लाउड घटकों को चला सकता है यह सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को बनाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है और इसे विकसित किया गया है जिसमें सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं जिसका उपयोग अंतिम उपयोगकर्ता कर सकते हैं तो यह मूल रूप से ओपनस्टैक का योजनाबद्ध रूप है इसलिए हमारे पास सामान्य नेटवर्क घटक है जिसमें एक कंटेनर स्टोरेज और वर्चुअल मशीन शामिल है तो यह मूल रूप से सामान्य नेटवर्क घटक है तो आपके पास उपयोगकर्ता की ऐप्स परत पर ये विभिन्न ऐप हैं और फिर यह डैशबोर्ड भौगोलिक इंटरफ़ेस के साथ भी जुड़ता है और ओपनस्टैक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग निगरानी उपकरण भी उपलब्ध हैं ओपनस्टैक में अलग अलग घटक और विशेषताएं हैं मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके पास कम्प्यूटेशन नेटवर्किंग स्टोरेज के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप जानते हैं और इसी तरह से डेटाबेस वगैरह वगैरह और उनके अलग अलग नाम हैं नोवा न्यूट्रॉन सिंडर किंडरस्टोन स्विफ्ट होरिज़न ट्रवेरा वगैरह वगैरह इन अलग अलग घटकों के अपने अलग अलग नाम हैं जिनमें विशेषताएं शामिल हैं उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल मशीन बनाने और तैनात करने की अनुमति देता है जो आसान क्षैतिज स्केलिंग का समर्थन करने वाले क्लाउड प्रबंधन वातावरण की स्थापना करता है इसका मतलब है डायनेमिक जोड़ और वास्तविक समय में अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए इंस्टेंसेस को हटाना यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है हम स्वतंत्र रूप से सुलभ है जो सोर्स कोड के साथ साझा किया जा सकता है जो समुदाय के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म की तैनाती और उपयोग के लिए साझा करने के लिए साझा किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एजयोर एक भुगतान के आधार पर उपलब्ध है यह मुफ़्त नहीं है जिसे आप जानते हैं कि पहले यह वास्तव में इसे विंडोज़ एजयोर के रूप में जाना जाता था यह एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म को समर्थन करता है इसलिए OpenStack द्वारा एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर भी पेश किया गया था लेकिन सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म नहीं इसलिए यह भुगतान किया गया सॉफ़्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एजयोर मूल रूप से सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म के साथ आता है इसकेअलावा एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर यह सतहों के व्यापक सेट का समर्थन करता है ताकि वे जल्दी से तैनाती और अनुप्रयोगों का प्रबंधन कर सकें कई प्रोग्रामिंग भाषा समर्थन और फ्रेमवर्क हैं जो इसमें उपलब्ध हैं विशेष प्लेटफ़ॉर्म एजयोर प्लेटफ़ॉर्म और यह दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट प्रबंधित डेटा केंद्रों में उपलब्ध है तो ये माइक्रोसॉफ्ट एजयोर के अलग अलग फायदे हैं और यहाँ विभिन्न सेवाओं की सूची दी गई है जो आपके द्वारा समर्थित हैं जैसा कि आपके सामने दिया गया है हमारे पास मोबाइल सेवाओं के स्टोरेज सेवाओं के लिए कंप्यूटिंग समर्थन के लिए समर्थन है डेटा प्रबंधन संदेश सेवा मीडिया सेवा सामग्री वितरण सामग्री का मतलब है यह कि आप विभिन्न प्रकार के मीडिया की पेशकश के बारे में कुछ जानते हैं जिसे आप यूट्यूब इत्यादि जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से जानते हैं तो सामग्री वितरण नेटवर्क डेवलपर आप डेवलपर सेवाओं के प्रबंधन सेवाओं और मशीन लर्निंग के समर्थन को जानते हैं एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में एक सतह के रूप में एजयोर ग्राहकों को सॉफ्टवेयर विकसित करने और तैनात करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जाता है इसलिए जब हम एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो सॉफ़्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए ग्राहकों को दिए जाते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि ग्राहकों को भुगतान के बाद उपयोग के लिए डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म मिलता है इसलिए क्लाइंट मूल रूप से हार्डवेयर के बारे में चिंता करने के बजाय एप्लिकेशन डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर एज़्योर कम लागत वाले होते हैं जो कि उनके द्वारा दावा किए गए सुरक्षा हमलों के लिए कम संवेदनशील होते हैं तब एज़्योर की मदद से नए टूल को स्थानांतरित करना आसान है यह भी हल करता है अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर और नेटवर्क से संबंधित समस्याएँ हैं एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एज़्योर पिछले एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म था और अगला एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस विशेष मॉड्यूल में एक सेवा के रूप में यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कुल नियंत्रण प्रदान करता है और इसमें डेटा केंद्रों का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए आवेदन स्टैक है और यह उस एप्लिकेशन के लिए आदर्श है जहां पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है अगले एक जो भी काफी लोकप्रिय है वह EC2 अमेज़ॅन प्लेटफ़ॉर्म EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है जो यह कहता है कि वास्तव में अमेज़न EC2 के फायदे नाम से स्पष्ट है इसलिए उपयोगकर्ताओं के लिए EC2 लॉन्च करने के लिए एक वेब सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए एक वेब सेवा है जो अमेज़ॅन के डेटासेंटर में सर्वर इंस्टेंस को लॉन्च करने और प्रबंधित करने के लिए यह विभिन्न एपीआई उपकरण और उपयोगिताओं को प्रदान करती है जिसमें AWS क्लाउड में गतिशील कम्प्यूटेशन स्केलिंग की सुविधा है और यह बड़े और महंगे हार्डवेयर की खरीद के बजाय कागजी उपयोग बिलिंग का समर्थन करता है तो अमेज़न अलग है EC2 अलग है अमेज़न EC2 अलग उदाहरण है इसलिए ये उदाहरण विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं और EC2 में उनके द्वारा दिए गए उनके विशिष्ट नाम भी यहाँ सूचीबद्ध हैं इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ मेंEC2 मूल रूप से स्टोरेज के संदर्भ में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करता है इसमें स्थानीय इंस्टॉलेशन स्टोर के लिए अस्थायी स्टोरेज होता है जो एक स्थानीय इंस्टेंस स्टोर है और साथ ही अमेज़ॅन इलास्टिक ब्लॉक ईबीएस और तीसरा सरल स्टोरेज सर्विस है तो ये लगातार स्टोरेज तंत्र हैं जो EC2 में उपलब्ध हैं फिर स्वचालित स्केलिंग जो मूल रूप से क्षैतिज स्केलिंग के लिए है जहाँ नियम और शेड्यूल दिए गए हैं और स्केलिंग उसी के आधार पर होने वाली है डेटा केंद्रों में उपलब्ध क्षेत्र जो मूल रूप से फाल्ट सहनशीलता बढ़ाते हैं तो EC2 मूल रूप से उपलब्ध राशि उपलब्धता क्षेत्रों की अवधारणा के साथ आता है इसलिए उपलब्धता क्षेत्र में मूल रूप से इसे डिज़ाइन किया गया है जोनों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कुछ घटक है जो डाउन जाता है तो कुछ अन्य घटक होंगे जो स्वचालित रूप से उसकी जगह ले लेते हैं इसलिए क्षेत्र निर्माण के समय मूल रूप से मूल रूप से यह उपलब्धता सुनिश्चित करता है इसलिए यह मूल रूप से डेटा केंद्रों में समग्र फाल्ट सहनशीलता में सुधार करता है अमेज़ॅन ईसी 2 की विशेषताओं में फ़ायरवॉल नियमों के लिए फ़ायरवॉल समर्थन भी शामिल है और कुल मिलाकर प्रतिभूतियों में पूर्वनिर्धारित प्रोटोकॉल पोर्ट वगैरह है जिसमें स्रोत आईपी रेंज हैं जो विभिन्न फ़ायरवॉल नियमों और सुरक्षा तंत्र लोचदार आईपी एड्रेस मैपिंग का समर्थन करते हैं जो मूल रूप से उपयोगकर्ताओं के आईपी और वीएम के बीच मैप करते हैं इसलिए आपके पास अनिवार्य रूप से एक पूल है जो मूल रूप से आईपी एड्रेस पूल है दूसरा वर्चुअल मशीनों का पूल है जो उपयोगकर्ता के लिए बनाया जा सकता है तो मूल रूप से यह लोचदार आईपी एड्रेसिंग आईपी एड्रेस और वर्चुअल मशीन और संबंधित वर्चुअल मशीन के बीच मैप करेगा अमेज़ॅन क्लाउडवॉच सीपीयू डिस्क नेटवर्क संसाधन उपयोग की निगरानी ये क्लाउडवाच के इन कार्यों में से कुछ हैं तो आपके पास ईसी 2 में सुविधाओं के रूप में एन्हांस्ड सुरक्षा तंत्र हैं और अंतिम एक जिसे मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि निर्माण के लिए आभासी निजी क्लाउड की सुविधा की उपलब्धता है तो जो मूल रूप से निजी क्लाउड्स को निजी क्लाउड नहीं अलग करेगा लेकिन यह एक आभासी निजी क्लाउड की तरह है इसलिए मैं अपने लैब में एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इंस्टॉल कर सकता हूं जो तार्किक रूप से अमेज़ॅन वेब सेवाओं के बाकी क्लाउड से अलग हो जाएगा और यह उपयोगकर्ताओं के स्वयं के नेटवर्क से वैकल्पिक रूप से जुड़ा हो सकता है तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के समापन पर आते हैं हम क्लाउड के 2 अलग अलग पहलुओं से गुजरे हैं एक तो वे अलग अलग सिम्युलेशन प्लेटफ़ॉर्म हैं इसलिए वे क्लाउडसिम क्लाउड विश्लेषक हैं इसलिए इसके बाद हमने वास्तविक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया जो वास्तविक परिनियोजन के लिए उपलब्ध हैं तो जिसमें फिर से इस तरह के 2 उपकरण हैं एक बार ओपन स्रोत है तो ओपन फाउंडेशन द्वारा ओपनस्टैक ओपनस्टैक फाउंडेशन एक ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है भुगतान करने वालों में अमेज़ॅन ईसी 2 अमेज़ॅन वेब सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर वगैरह शामिल हैं तो इसके साथ ही आप जानते हैं कि आप यहाँ क्लाउड के साथ रुक गए हैं और एक अन्य व्याख्यान में आपको कुछ डेमो दिए जाएंगे जिसके साथ आप कुछ सुविधाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं यदि आपके साथ सुविधाएं हैं तो क्लाउड के साथ प्रयोग कर सकते हैं आप जान सकते हैं कि जब हम इन अलग अलग चरणों से गुजरते हैं तो आप अगले व्याख्यान में चरणों को जानते हैं आप अपने अंत में पर्याप्त सुविधाओं के साथ प्रयोग भी कर सकते हैं